हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में कलर के अलग अलग प्रयोगों के विषय में बात की खासतौर पर लोकल ऑप्टिकल और आर्बिट्रेरी कलर की और जिस पर हमने गहराई से चर्चा की जब हम एक कलर को स्थानीय तरीके से प्रयोग करते हैं वहां भी हम जो देखते हैं और जो हम महसूस करते हैं वह हमारे ज्ञान से मैच नहीं भी कर सकता हैं अतः प्रत्येक बार जब हम एक कलर का प्रयोग कर रहे हैं हम कुछ निश्चित निर्णय लेकर चलेंगे कि यदि हम कुछ निश्चित अंश देखते हैं और हम सीधे सीधे कह देते हैं कि घास हरी है और आसमान नीला है वह सही नहीं भी हो सकता है वह केवल आंशिक रूप से सही हो सकता हैऔर इस प्रकार हम चीजों को देखकर महसूस करते हैं जब हम उस ग्रीन को देखते हैं हमें यह भी पता लगता है कि यदि वहां एक अन्य कलर है जो कि एकदम आसपास का है वह कलर उस ग्रीन को प्रभावित कर सकता है जब हम ग्रीन के ही बारे में बात करते हैं वह एक सेकेंडरी कलर है जो कि दो अन्य प्राइमरी कलर्स का मिश्रण है और वह है ब्लू और ग्रीन अतः जब ब्लू और येलो अतः जब हम कहते हैं कि कुछ ग्रीन है इसका मतलब है कि मूलतः हम दो अन्य कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्लू और यलो है अतः सब कुछ हमारे परसेप्शन पर आधारित है हम उन्हें कैसे देखते हैं हम कहां हैं किस विजुअल डिस्टेंस से हम उन्हें देखते हैं और उस तरीके से हम कुछ निश्चित चीजों के विषय में निर्णय लेते हैं अतः स्थानीय कलर के प्रयोग के विषय में आप नहीं जानते हैं आप जानते है कि यह उतना ही सहज है कि हम उसे इस तरीके से लेते हैं कि हम कुछ कलर को देखते हैं और उसे प्रयोग करते हैं उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि बालों का रंग ब्लैक है अब यह ब्लैक है लेकिन कई अन्य रिफ्लेक्टिव कलर्स हैं जो उस ब्लैक के साथ लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं जब हम कलर को देखते हैं यह ब्राउनिश अथवा ब्लुइश लग सकता है अथवा वहां रिफ्लेक्टिव लाइट्स है जो इसे शाइनी वाइट बना सकती है यदि आप नियोन के नीचे बैठे हैं हेयर कलर बदल जाएगा लेकिन यह इसे भी जस्टिफाई नहीं करता कि बाल सफेद हो रहे हैं अतः हम एक गलत डाटा एक कैप्चर से प्राप्त कर सकते हैं अतः यह वह है कि हम कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं और इसे एक पिक्चर में ऑथेंटिकेट करते हैं अथवा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के पीछे वहां कुछ अन्य आशय अन्य मोटीवेशन अथवा प्रेरणाएं भी हो सकती हैं जैसे यदि हम यह निर्णय लेते हैं कि हम चीजों को लाइट की शब्दावली में अभिव्यक्त करेंगे कलर फॉर्म टोन टेक्सचर और एक्सप्रेशन उस पार्टिकुलर विजुअल निर्माण के यह प्राथमिक उद्देश्य हैं और उस समय हम ऑथेंटिसिटी से बधें नहीं रह सकते जो कि किसी तरह स्वाभाविक नियमों से बंधा हुआ है अतः इस प्रकार कलर के अलग अलग प्रयोग हैं जिनसे हम गुजरते हैं आइए देखते हैं जब हम एक मिसाल को बदलते हैं हम एक पेंटेड मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ बदलते हैं जो कि संभवत अब सबसे सामान्य है कैसे कलर के परिवर्तन की विशेषता वहां है उन शब्दावलियों में और तब जैसा कि आप जानते हैं कलर के अलग अलग प्रयोगों में और तब हम सभी कुछ एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते अथवा एक ही फार्मूला अलग अलग कारणों के लिए प्रयोग या क्रियान्वित नहीं किए जा सकते अतः हमने वे सभी मिसालें या उदाहरण अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल दी हैं और यह आवश्यकता प्रत्येक दिन बदल रही है कल कौन जानता है कि हम किस आवश्यकता का सामना करेंगे और तब हम उस आवश्यकता के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे अभी मैं हो सकता है कि डिजिटल मीडिया के विषय में विस्तार से बात करने नहीं जा रही हूं परंतु वहां कोई कलर के प्रयोग के मध्य किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए जब हम इसे एक मॉनिटर के लिए प्रयोग कर रहे हैं अथवा हम इसे एक प्रिंटिंग के उद्देश्य से प्रयोग कर रहे हैं अथवा हम एक कैनवास पर इसे पेंटिंग कर रहे हैं कलर के प्रयोग की विशेषताएं वहां अलग अलग होगी अतः आइए प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कुछ विजुअल इमेजेस के साथ और हम विश्लेषणात्मक तरीके से इसे देखेंगे कि वे कैसे काम करती है और हम एक सामान्य समझ ग्रहण करेंगे जिससे कि एक निश्चित स्तर तक हमारे भ्रम दूर हो जाएं अतः यह एक कैनवास का टुकड़ा है यह सूरत द्वारा बनाई गई पेंटिंग की डिटेल है और जो हम यहां देखते हैं कि यहां अलग अलग डॉट्स या पिक्सेल जो एक दूसरे के सामने स्थित है अतः यदि हम एक व्यू लेते हैं जो कि एक दूर का या पिछले व्यू की तरह है हम उन्हें अलग अलग देख नहीं पाएंगे अतः इस पिक्चर में जो हम देखते हैं कि यहां कुछ कलर्स है जो स्थित है और यहां कुछ विशेष अनुपात है जो कि लगातार बरकरार रहता है अतः जब हम इस उपरी एरिया को देखते हैं जो ब्लू से डोमिनेटेड है हम इसे ब्लू नहीं कह सकते परन्तु हम केवल यह कह सकते हैं कि यह है यहां एक ब्लू डोमिनेटेड एरिया है जबकि एरिया का निचला हिस्सा सैंड जैसे कलर से प्रभावित है अतः एक सैंड कलर और एक ब्लूइश ग्रे कलर इस पार्टिकुलर कंपोजिशन में आपस में अंतर क्रिया करते हैं जहां हम देखते हैं कि वहां कोई ब्लू नहीं है और जो लोअर हाफ से आ रहा है वह वास्तव में ग्राउंड के आगे पर है अतः यदि हम इसे कई भागों में विभाजित करते हैं तो हम देखेंगे यह वर्टिकल स्थिति के कारण फोरग्राउंड है अतः फॊर ग्राउंड में हम किसी भी ब्लू डॉट को नहीं देखते जोकि ग्राउंड पर गिर रहा होता है परंतु वहां स्वाभाविक रूप से कई डॉट्स और सैंड टोन के पैचस जो कि ब्लू एरिया में रिफ्लेक्ट होते हैं हैं अतः यह ब्लू एरिया और एरिया जो कि सैंड के साथ है आपस में मिल जाती है अथवा हम इसे एक विजुअल बैलेंसिंग कह सकते हैं और यह इंटरफेयरिंग कलर्स से होती है और मध्य में हमारे पास एक कलर है जो दो शेड्स को जोड़ता है जो कि ऑरेंज है और इंडिगो ब्लू का एक थोड़ा हिस्सा है जिससे कुछ अभिव्यक्ति के गुण इसमें आ जाएं अतः इस प्रकार जब हम पॉइंट लिस्ट आर्ट वर्क की समान रेंज में एक क्लोजअप देखते हैं वह एक अलग रेंज को फॉलो करते हैं अतः वहां कुछ ऐसा है जो हम देखते हैं कि यहां एक नया एप्रोच है और कलर को प्लेट में मिक्स करने के बजाय आप कलर बनाते हैं उदाहरण के लिए यदि हम एक ब्लू और येलो को लेते हैं हम इसे मिलाते हैं ग्रीन बनाते हैं और एक एरिया को उसी ग्रीन से पेंट करते हैं जो कि एक संभावना है और वह उसके एक विकल्प की तरह है कि हम येलो और ब्लू को अलग रखें परन्तु जो हम करते हैं तब उसे हम विजुअल कलर मिक्सिंग कहते हैं अतः दर्शकों की विजुअल कैपेसिटी के माध्यम से और दर्शक जिस प्रकार की दूरी बरकरार रखता है जो कि यह फोटोग्राफी अथवा इमेज से कितना दूर है के समान है और यह एक डिटरमाइनिंग फैक्टर अथवा निर्णायक कारक की तरह काम करता है आप जानते हैं कि यह कैसे विजुअली मिक्स या मिल जाता है अतः एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ब्लू और येलो का वितरण और दोनों के बीच का अनुपात हमें ग्रीन का सेंसेशन देगा अतः वहां जो हम आंकड़े पढ़ेंगे वे हमें ग्रीन का आंकड़ा देंगे जब हम नजदीक जाएंगे तब हम इन दो कलर्स को देखेंगे अतः पिछले उदाहरण के लिए यदि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि जब हम एक ब्लू देखते थे जो कि एक बहुत शुद्ध ब्लू भी नहीं है अशुद्धता सैंड कलर के अचानक इंटरफेरेंस से होती है अतः ग्रीन को एक अलग डायमेंशन मिल रही है हम कोई वाइट अथवा ब्लैक को मिक्स नहीं करते हैं जिससे ग्रीन की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाए परंतु यहां वहां कुछ सेंड कलर के पैचस का केवल प्रयोग करने पर हम इस संदर्भ में ब्लू की वैल्यू को बढ़ा सकते थे आइए देखते हैं कुछ अन्य उदाहरणों को अतः यहां पूरी पेंटिंग को समान सिद्धांत अथवा विचारधारा द्वारा बनाया गया है अतः आप महसूस करते हैं कि अधिकांश कलर्स को वास्तव में पलेट में मिक्स नहीं किया गया है और उपयोग किया गया है परंतु यह एक अलग अलग कलर्स को अलग अलग जगहों पर रखने से प्राप्त हुआ कलर का एक सेंस है यह पेंटिंग का एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी बढा रहा है अतः हम इसका फुल व्यू देखते हैं और एक दूरी से हम वहां का वातावरण देखते हैं यह फागी अथवा धूमिल है सिलुइटिट्स अथवा छायाचित्र बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है और वह हमें इस जगह का एक माहौल प्रदान करता है और वह अधिक प्रभावशाली है अतः कई पोस्ट इंप्रेशनिस्ट्स आर्टवर्क इसी नियम का पालन करते हैं और वर्तमान समय का डिजिटल आर्ट वर्क भी उन्हीं समान नियमों का एक तरह से पालन करता है आइए देखते हैं कुछ अन्य को जो समान तकनीक का पालन कर रहे हैं अतः जो हम देखेंगे वह विजुअल कलर मिक्सिंग का अनुभव है अतः यह टाइल्स का एक और उदाहरण है जिसे टेसेराए कहते हैं और वह शब्दावली जो कलर्ड टाइल्स अथवा कलर्ड मार्बल्स के लिए प्रयोग में आती है वास्तव में यह छोटे संगमरमर के टुकड़े हैं संगमरमर के चिप्स हैं जिन्हें एक इकाई की तरह प्रयोग किया जाता है और उनको बार बार दोहराया जाता है अतः यह रोमन से हैं वह फ्लोर पेटर्न्स जहां उन्होंने इसका प्रयोग मोसैक की तरह दीवार पर किया फर्श पर किया और इसकी एक बहुत लोंगेविटी अथवा उत्तरजीविता है क्योंकि मार्बल या संगमरमर ड्यूरेबल होता है और कुछ मार्वल या संगमरमर के टुकड़े प्रायः चिप्स होते हैं एक जो समान होते हैं आप जानते हैं यह एक बड़े कार्विंग के बाद बाहर आते हैं अतः उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है और कलर्ड मार्बल्स ने अपनी स्थिति को सामरिक तरीके से प्रयोग कर अपने रंगों में बहुत विविधता पाई है आर्टिस्ट या कलाकार बहुत से रोचक इमेजेस को बना सकता था जो निम्नवत है हम और देखेंगे अतः हम वॉल्यूम से नेचुरल पोट्रेट को महसूस करेंगे और उस वैल्यू डिफरेंस को जो वहां है और वह पलेट में मिले हुए नहीं हैं जिसे आप इससे निकाल सकते हैं वे बहुत पैंटरली लगते है इनका पैंटर्ली लुक या तरीका है परन्तु ये भी बहुत बहुत ग्राफिकल है क्योंकि प्रत्येक हिस्सा और पिक्सेल अच्छी तरह calculated या परिकलित है ये बहुत अच्छी तरह नियोजित है और तब ये हमें वॉल्यूम का एक सेंस भी प्रदान करते हैं अतः यह मोनोक्रोमेटिक रेडियंस बहुत मात्रा में रहा है जिन्हें उपयोग किया गया है और हमने इनके द्वारा अमेजिंग अथवा विलक्षण परिणाम प्राप्त किया है एक और अतः वाइट मार्बल्स के बीच गैप और मार्बल के ऊपर नेचुरल कंपोनेंट्स के कारण कलर्स आसानी से बदल रहे हैं अतः वे हमें एक मोनोक्रोम का अहसास दिलाते है अथवा वहां कम कंट्रास्ट या विषमता पैदा हो रही है परन्तु ये हमें पूरे समय एक सॉफ्ट वॉल्यूम प्रदान करते हैं अतः आएं समझते हैं यहां से कलर के प्रयोग को डिजिटल इमेज के बनाने में यह कुछ है जो पूरी तरह समान नहीं है परन्तु यह कुछ ऐसा है जहां हम कोई कलर मिक्स नहीं कर सकते अथवा कलर को पलेट या रंग मिलाने की पटिया पर तैयार नहीं कर सकते और इसका प्रयोग कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि मॉनिटर अथवा अनुश्रवण एक अलग तरीके से होता है प्रिंटिंग मीडिया भी अपना काम अपने तरीके से करती हैं जैसा कि आप जानते हैं हम अंतर को लेते हैं जो हमारे संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हमने कलर व्हील की बात अपने पूर्व व्याख्यानो में की थी हमने देखा है कि किस प्रकार कलर व्हील वास्तव में वैज्ञानिक तरीके से काम करती है और प्राथमिक द्वितीयक कलर संबंध तृतीयक कलर्स की कि कैसे वे बीच में आ रहे है और हम कुछ आनलोगोस अथवा अनुरूप अथवा स्प्लिट कंपलिमेंतरी त्रियाद तरह के कॉम्बिनेशन जो कि कलर मिक्सिंग के सफल उदाहरण हैं हम यह भी जानते हैं कि वैल्यू कैसे बदलती है इंटेंसिटी और वह सभी कारक काम कैसे करते हैं परंतु वे डिजिटल मीडिया हेतु एक ही तरीके से काम नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि यह एक और उदाहरण है जिसके बारे में मैंने बात की है परंतु परिणाम जो हम चाहते हैं समान होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी अपनी पसंद के अनुसार विजुअल इमेज की मांग बदलती नहीं है उन माध्यमों को हैंडल करने के लिए आपको लचीला होना होगा जिससे कि एक प्रिंटिंग प्रिंट मीडिया और एक वेब मीडिया के बीच अंतर ऐसा होना चाहिए कि आप जानते हैं कि मॉनिटर हमेशा एक लाइट को भेजता है कि वह ऐसा है जिसे हम एक एक कलर के रूप में देखते हैं वहीं जब हम आपकी तरफ देखते है जो प्रिंटिंग पेपर पर की गई है सभी कलर प्रकाश की तरह आते हैं और ये पेपर द्वारा अवशोषित हो जाते हैं अतः वे अलग अलग तरीके से काम भी करते हैं अतः प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया के पास अपना एक अलग दिखने का तरीका है और हम बहुत इकॉनमी या किफायत या मितव्ययता भी करते है जब हम इसे वेब मीडिया हेतु करते हैं क्योंकि वहां यदि आप मात्र इमेजेस को देख रहे होते है परन्तु आप उनका एक पेपर पर प्रिंट आउट नहीं ले रहे होते है तब हम एक संकल्प हेतु नहीं जा सकते जो बहुत ऊंचा है क्योंकि वह माध्यम को कुछ किफायत देगा अब संकल्प के विषय में बात करते हुए यह नजदीकी के समान है दो पिक्सल्स के बीच में नजदीकी जिनका हम आकलन कर रहे हैं अतः यदि हमारे पास एक ऊंचा संकल्प है जिसका अर्थ है कि तब पिगमेंट्स का आकार छोटा है और वे एक दूसरे के नजदीक भी है अतः जब हम चीजों को ब डा करते हैं यदि हम सोचते हैं एक वेक्टर इमेज और एक कुछ बिटमैप इमेज के बीच के अंतर के बारे में वहां बहुत अंतर है आइए इसे समझाते हैं अपने बहुत सरल से तरीके से और तब हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि कलर्स उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं अतः आएं देखते हैं कि संकल्प का तरीका क्या है अतः जब हम संकल्प के बारे में बात करते हैं यह एक निश्चित बिंदु की तरफ इंगित भी करता है और वह है दो कलर्स के बीच में नजदीकी या निकटता और दो पैचेस कि वह कैसे अरेंज किए गए हैं अतः जब हम इसे इसके विस्तृत रूप में देखते हैं तब हमें गैप या खाली जगह देखने को मिलती हैं जो वैसे ही हैं जो कि एक बिटमैप इमेज में देखने को मिलती हैं यदि हम एक बित्मप फॉर्मेट या प्रारूप में एक आरो या तीर बनाते है कुछ नियमित ब्लॉक की सहायता से तब हम इसे सीधा नहीं रख सकते बजाय इसके कि हमें इसे मोड़ना होगा जिससे एक तीर जैसी संरचना बन जाए अतः जब चीजें पिक्सेलेटेड है यह उसी तरह दिखती है वही यदि आप एक एरिया चाहते हैं जो हाई रेजोल्यूशन वाला है भले ही यह मुड़ा हुआ है अथवा इसके किनारे स्पष्ट वहां नहीं है अतः आपको एक किनारे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है स्टेप्स की शब्दावली में जो कि बहुत अलग है जब हम बिट् मैप पर इमेजेस को देखते हैं हालांकि जब हम आकार को कम करते हैं और इसे नजदीक से देखते हैं तो यह हमारे दिमाग में स्पष्ट होता है अतः यह सभी वाइट येलो ऑरेंज रेड और डार्क रेड अथवा ब्राउन के साथ आते हैं अतः जैसे ही यह अपने आकार में कम होते हैं इस डेटा का सेंसेशन बहुत अलग होगा अतः आउटपुट का वह प्रकार जो हम पाते हैं जैसे स्टेप एक दो और तीन से वे अधिक इंटीग्रेटेड या संश्लेषित होते हैं और इस प्रकार ये अलग है अतः आइए अब समझते हैं कि वह कैसे काम करते हैं जैसा कि हमने कहा कि कलर जो कि डिजिटल मीडिया में काम करते हैं वह अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं अतः जब हम बात करते हैं कुछ कलर जैसे रेड ग्रीन और ब्लू की जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं आरजीबी रेंज जो कि सबसे ज्यादा अनुकूल होती है वेब मीडिया के क्योंकि जिस प्रकार की लाइट वे निकालते हैं वह बहुत अलग होती हैं अतः जब हम इस कलर स्कीम को देखते हैं जो कि वेब मीडिया प्रयोग के लिए बनी हुई है हम क्या देखते हैं जिसे आप एक संकल्प के रूप में लेते हैं और जो संभवतः बहत्तर डॉट्स एक इंच में होते है और जो हमें इसे देखने योग्य बनाते है परंतु बात ये है कि ग्रीन ब्लू लाइट इन सब की एक अलग विशेषता है अतः रेड और ग्रीन को ओवरलैप करते हुए जो हम पाते हैं वह एक बहुत अलग सेंसेशन है हमें इनके बीच एक यलो मिलता है यदि हम बीच में सभी कलर्स को ओवरलैप करते हैं तो जो हम पाते हैं वह एक लाइट है जैसा कि आप जानते हैं स्पेक्ट्रम कैसे बनता है कि सभी कलर जो रिफ्लेक्ट करते हैं बाहर निकलते हैं अथवा वे रोशनी देते हैं और तब उस समय जो हम पाते हैं वह एक व्हाइट का सेंसेशन होता है अतः जो हम बीच में पाते हैं वह वाइट होता है जो सभी कलर्स का मिश्रण होता है अतः जब कलर अवशोषित नहीं होता है परंतु रिफ्लेक्ट या बाहर होता है अतः वह एक विशेषता है जिसे हम समझते हैं अब जो मॉनिटर्स के लिए उपयुक्त हैजब हम इसे प्रकाश के अनुसार देखते हैं और तब वहां एक वेरिएशन है जो कि एक अन्य कलर कॉन्बिनेशन है जिसे हमने प्रिंट मीडिया के लिए प्रयोग किया था विशेषकर पेपर के ऊपर अथवा कपड़े के ऊपर और तब वहां हम एक रिजॉल्यूशन अथवा संकल्प को फिक्स करते हैं जैसा कि हमने कहा रिजॉल्यूशन या संकल्प नजदीकी है नजदीकी जो हम देखते हैं क्योंकि यदि रिजॉल्यूशन बहुत ऊंचा नहीं है तब कलर को हम एक बहुत हाई वैल्यू सेंसेशन में पाते हैं तब यह लाइटर हो जाएगा और लाइटर होने के बाद अस्पष्ट हो जाएगा अतः प्रिंटिंग के लिए जो रिजॉल्यूशन या संकल्प हम सामान्यतः सेट करते हैं और जो सामान्यतया आप जानते है कि 300 डीपीआई होता है जैसे कि हम इकाई को गिनते हैं और हम अन्य पलेट जो कि आरजीबी नहीं है परन्तु CMYK जो कि ब्लू मैजेंटा येलो और ब्लैक और तब उसे ओवरलैपिंग करते हैं क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि आप उन्हें पैलेट में एक साथ मिक्स नहीं कर सकते और हमें कलर पिगमेंट्स की शब्दावली में नहीं सोचना चाहिए परंतु प्रिंट मीडिया अब्जॉर्प्शन के तरीके जो हमें प्रदान करते हैं अतः हम क्या करते हैं कि एक निश्चित प्रतिशत में हम उन्हें ओवरलैप करते हैं क्योंकि यहां हमने एक स्तर बनाया हुआ हो सकता है जहां यह संपूर्ण 300 डीपीआई गिनी जाएगी जैसे जब हम कहते हैं 300 डीपीआई जो कि अधिकतम है और जिसे हम पाने का प्रयास करते हैं क्योंकि आप जानते हैं यदि हम एक बहुत चमकीला अथवा दार्केस्ट ब्लैक चाहते हैं जिसमें कोई रिफ्लेक्टिव लाइट ना हो तो उसे हम बिना 300 डीपीआई के नहीं कर सकते अन्यथा यह हल्का होता जाएगा और अस्पष्ट हो जाएगा अतः हमारे पास एक अनुपात है जैसा कि आप जानते हैं कुछ येलो हो सकता है कुछ मजेंटा के प्रतिशत के साथ कुछ सियान का प्रतिशत अथवा ब्लू और ब्लैक और हम उन्हें ओवरलैप करते हैं यह एक दूसरे की विपरीत स्थिति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके पिगमेंट के अनुसार मिक्सिंग के बजाए और आप जानते हैं कलर कंपोनेंट्स को हम एक विजुअल टर्न लेते हैं और तब हम उसे ओवरलैप करते हैं और हम उसे इस दशा में देखते हैं अतः इस संपूर्ण डाटा से हम जो प्राप्त करते हैं वह एक एरिया है यदि हम उन्हें पास भी लाते हैं तब भी हम एक प्रकार का सेंसेशन पाएंगे जो कि उनके परसेंटेज या प्रतिशत में बदलाव जैसा होगा और उनकी निकटता उसी के अनुसार होगी और वे जितना निकट होंगे उतने ही डार्कर और क्लियर या स्पष्ट होंगे यदि हम कुछ बहुत डार्क और बहुत क्लियर भी चाहते हैं तब हमें संपूर्ण इमेज की रिजॉल्यूशन को बढ़ाने की जरूरत होगी अतः आरजीबी के विपरीत जो कि रेड ग्रीन और ब्लू है हम एक सेंसेशन पा रहे हैं जो कि यहां अलग है अतः जैसा कि हमने पहले देखा है और आप जानते हैं कि जैसे ही लाइट जो मॉनिटर से बाहर निकलती है और आप जानते हैं कि वे एक डिजिटल स्क्रीन के एक प्रकार हैं क्या होता है जब आप मध्य में जानते हैं कि जहां सभी कलर्स एक दूसरे से ओवरलैप या अतिव्याप्त होने लगते हैआप को एक डाटा मिलता है जो कि संपूर्ण स्पेक्ट्रम का एक कॉम्बिनेशन होता है और वह व्हाइट होता है अब प्रिंट मीडिया हेतु हम ब्लैक के बारे में विचार करते हैंअतः सभी कलर्स का मिश्रण ब्लैक बनाता है अतः यह वास्तव में समान सिद्धांत का पालन कर रहा है यह क्या आप लोएस्ट अथवा हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं इसके विषय में है परंतु वे ब्लैक और वाइट हैं वे एक एरिया में समान उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं एक संदर्भ में यह अब्सोर्बेड अथवा अवशोषित हो रहे हैं और अन्य संदर्भ में यह रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अतः आइए उसे देखते हैं अलग चित्र द्वारा अतः जब हमारे पास इन तीन कलर्स के पैचेज है और वह बीच में रिफ्लेक्ट होते हैं हमें अलग अलग सेंसेशन प्राप्त होती है अतः यह एक एरिया है और ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता का एक प्रकार जो रिजॉल्यूशन या संकल्प द्वारा गिना जाता है अथवा विजुअल प्रॉक्सिमिटी के द्वारा कि पिक्सेल कितने नजदीक हैं अतः अलग अलग पिक्सल्स के बीच नजदीकी जो एक छोटी एरिया में है अतः यह अपने क्रम में भी परिवर्तन डार्कर होने के लिए करता हैं अतः जब हम एक एरिया इसकी तरह बनाते हैं जो कि अन्यथा बड़ा होता है हम आकार को भी छोटा कर सकते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है यह आप बहुत नजदीक लाते हैं यह लगभग ब्लैक दिखता है सभी दिशाओं से अपने साइज को कम करता हुआ यह ब्लैक डॉट में बदल जाएगा अतः यह विजुअल प्रॉक्सिमिटी के विषय में है और कुछ नहीं अतः आएं और एक अन्य बनाएं और देखें कि वे कैसे काम करतें हैं अतः हमें लगातार कलर के इंडिकेटर की दिशा बदलनी होगी अतः यदि यह इस तरीके जा रहा है येलो मैजेंटा को अन्य क्रम का पालन करना चाहिए जिससे रिजॉल्यूशन अथवा संकल्प को बरकरार रखा जा सके कि इन सभी इमेजेस को वहां उपस्थित होना चाहिए किसी को भी ओवरलैपिंग के द्वारा खोना नहीं चाहिए आएं क्रम को बदलें और अंत में ब्लैक जो कि कलर सेंसेशन के लिए एक निर्धारक कारक के रूप में काम करता है और जो हमारा अंतिम आउटपुट या परिणाम है अतः एक डिजाइनर को एक पेंटर के विपरीत बहुत बहुत लचीला होना होगा और एक मिसाल से दूसरी मिसाल की ओर प्रायः बदलना होगा और माध्यमों को उनके सबसे प्रभावशाली संभावनाओं को लचीलेपन के साथ प्रयोग करना होगा